आपदा बहाली और बेहतर निर्माण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आई आई टी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं यह तमिलनाडु में सुनामी पुनर्निर्माण का निरंतर व्याख्यान है और यह उसका दूसरा भाग है यह निष्कर्षों के बारे में है पिछले व्याख्यान में हमने उस पद्धति और दृष्टिकोण के बारे में बात की जो मैंने विकसित की है जैसा कि मैंने आपसे पिछले व्याख्यान में कहा था मैंने तीन केस स्टडीज का चयन किया है जो तीन गाँव के बारे में हैं दक्षिण में कन्याकुमारी के पास कोवलम थारंगमबाड़ी जो कराईकल और नागपट्टिनम के पास है लाइट हाउस कुप्पम जो एक दलित गाँव द्वीप है और यहीं पर मैंने कुछ प्रकार के नृवंशविज्ञान विधियों का संचालन किया है मैं एक मछुआरे के रूप में वहां रहा करता था और मुझे विभिन्न समुदायों के साथ बातचीत करनी थी मैं मछली पकड़ने के लिए उनके साथ समुद्र में यात्रा करता था मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि में उनकी दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण कर सकूं हम अनुसंधान के उस समय की पहली चुनौती 2005 2006 के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ गूगल अर्थ अभी शुरुआती चरणों में थी और मुझे कोई मानचित्र नहीं मिल रहा था इसलिए मुझे इन मानचित्रों को डिजिटाइज़ करना होगा और कुछ भौतिक अवलोकन करना होगा इसलिए मैंने इन मानचित्रों को विशेष रूप से विकसित किया है यदि आप कोवलम मानचित्र को देखते हैं जिसमें मूल रूप से समुद्र और हिंद महासागर है और यहां नमक की खदानें हैं और यह गांव का मध्य भाग है और यह मुख्य ग्राम केंद्र है और तब इस सुनामी के दौरान 88 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और तुरंत सरकार ने इन 88 घरों का आकलन किया था और उन्होंने सीआरजेड नियमों के कारण उनके लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का फैसला किया इसलिए उन्होंने डीसी नगर चरण और एसआईएसयू नगर में कुछ जमीन ली और उन्होंने पहचान की है कि यह एक सरकारी भूमि है और उन्होंने लगभग 88 घर दिए उसके बाद चर्च ने सोचा कि क्यों न हम इसे एक विशेष गाँव निर्माण के अवसर के रूप में लें और पूर्व आपदा भेद्यता को भी दूर करें यही कारण है कि चर्च ने समुदायों को इकट्ठा किया है और उन्होंने कुछ पैसे आगे रखे हैं और उन्होंने विभिन्न पार्सल में कुछ और जमीनें खरीदी हैं और ये दोनों प्रैक्सिस नगर हैं जिन्हें बाद में संशोधित किया गया था जब विनियमन में संशोधन किया गया था और उन्होंने कुछ और जमीनें खरीदीं और यहीं पर समुदायों ने इसमें कुछ पैसे लगाए लेकिन यहां आपको एक बात समझनी होगी कि वे लोग जो पहले घर बना रहे थे अब उन्हें सरकारी सहायता के माध्यम से मकान दिए गए हैं जो पूरी तरह से नि शुल्क है तो अब ये लोग 10 साल के लिए एक पट्टे पर थे तभी उन्हें पट्टा मिलेगा और इन लोगों ने अपने पैसे से जमीन खरीदी थी इसलिए अब उन्हें शुरू से ही पट्टा मिल गया है जैसे कि पारंपरिक घरों की तरह जो बहुत ही समृद्ध है पहले यह सभी संयुक्त परिवार थे सूनामी के बाद यह केवल चार सौ घरों वाला गांव था उन्होंने एक विशाल गांव बनाने का अवसर लिया और एक विशाल गांव बनाने की प्रक्रिया में 400 घर हजार घरों में बट गए इसका मतलब है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार के सेटअप में बट गए इस तरह पिता और माँ ने पुराने शहर में रहना शुरू कर दिया और भाई और बहन बिखर गए उसमें जो उनको जमीन की व्यवहार्यता और लॉटरी के आवंटन में प्राप्त किया यदि आप पारंपरिक आवास सेटअपों को देखते हैं आप आर्किटेक्चर के पारंपरिक तत्वों को देख सकते हैं जहाँ उनके पास जाल के कुछ निश्चित भंडार हैं और वे जाल बुनाई की प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं वे मछलियों और पारंपरिक तत्वों को सुखा रहे हैं जो कि अधिक गोपनीयता के प्रतीक हैं वे खिड़की और दरवाजे दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं यह घर समुद्र के किनारे पर स्थित है और यहां तक कि समूहों में आराम से रहने के लिए बहुत कुशल है वे बहुत संकीर्ण थे उस विशेष गाँव में जैविक विकास हुआ और निश्चित रूप से आपदा से पहले कुछ मुद्दे थे कुछ पड़ोसी मुद्दे जल या सेवा मुद्दों की समस्याएं भी थीं एक ही समय में बहुत सारे मुद्दे भी थे क्योंकि बहुत घनिष्ठ परिवार होते थे पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में पुनर्निर्माण चरण में जब उन्होंने इस नई भूमि की पहचान की इसलिए सरकार और एन जी ओ सहित जिन्होंने इस पर काम किया है उन्होंने वास्तव में एक प्रकार का ग्रिड आयरन पैटर्न प्रस्तावित किया उन्होंने एक बहुत ही रैखिक नेटवर्क और लॉटरी दृष्टिकोण लिया है जब उन्होंने लॉटरी निकाली तो कोई नहीं जानता कि आपका पड़ोसी कौन है और आप कहाँ जा रहे हैं जिससे वास्तव में कुछ आस पड़ोस टूट गए और धीरे धीरे लोगों ने कंपाउंड की दीवारें बनाना शुरू किया और पहले दो चरणों में उन्हें पानी की उचित आपूर्ति नहीं हुई और चीजें धीरे धीरे विकसित हुईं और कुछ लोगों ने घर के पीछे रसोई का विस्तार करना शुरू कर दिया क्योंकि मछुआरे मछली पकाते हैं और वे चाहते हैं कि रसोई बाहर हो इसलिए अंदर रसोई होने के बावजूद वे एक रसोई बाहर भी रखना पसंद करते हैं इसलिए इन पैटर्नों ने समाज में कुछ प्रभाव पैदा किए हैं जैसे सुनामी से पहले सब कुछ एम डी आर के पास था यहाँ हमारे पास बंदरगाह नीलामी की जगह और गाँव का चौक है यहाँ सब कुछ शहर के पास है लेकिन सुनामी के बाद उन्हें दो किलोमीटर तक स्थानांतरित करना पड़ा जिसमें एक व्यक्ति को लगभग 2 किलोमीटर चलना पड़ता है और आप कहते हैं कि आप और मैं लैपटॉप के साथ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चले लेकिन वे मछली गियर जाल डीजल एकत्र की हुई मछली और कई अन्य उपकरण के साथ चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वे सुबह 900 से 500 कार्यालय जा रहे हैं कभी कभी मछली पकड़ने के लिए वे सुबह 400 बजे की यात्रा पर निकल जाते हैं फिर आठ बजे आते हैं फिर वे 1100 बजे जाते हैं और 200 बजे वापस आते हैं वे शाम 500 बजे दोबारा भी जा सकते हैं तो यह पूरी तरह से मछली पकड़े जाने की संख्या पर निर्भर करता है इसलिए हर बार दो किलोमीटर पैदल चलना और वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है प्रत्येक के लिए चर्च केंद्र मैं है गाँव चर्च पैरिश चर्च और यहाँ तक कि बड़े लोगों के लिए चर्च में अपनी प्रार्थनाएँ करना बहुत ही मुश्किल हो गया है या फिर ग्राम सभाओं में भाग लेना यहां तक कि कोई त्योहार मनाना तक बहुत मुश्किल हो गया है आप देख सकते हैं कि क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्यौहार था जो हर गली में मनाया जाता था यह एक उत्सव बन गया था और नए समूहों में आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है और चर्च यह भी प्रयास कर रहा है कि कैसे हम समुद्र के किनारे इस त्यौहार का संचालन कर सकते हैं नई स्थिति में विशेष उत्सव धीरे धीरे कम नहीं हुए हैं क्योंकि धार्मिक स्थलों और राजनीतिक बैठकों तक हमारी पहुंच केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं है इससे पहले जब आदमी मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो उनकी पत्नियां नाव को देखती थी ओह मेरे पति आ रहे हैं और भोजन के साथ पति की प्रतीक्षा करती थी क्योंकि उन्हें भूख लगी होगी लेकिन अब वह ना तो अपने पति को आता हुआ देख सकती हैं और ना ही यह जान सकती हैं कि उनके पति किस समय आने वाले हैं जब वह व्यक्ति वापस आएगा तो वह यह नहीं कहेगा कि उसे भोजन देने के लिए कोई नहीं है तो जाहिर है जब कोई व्यक्ति किनारे से वापस आता है तो वह भूखा होगा और जाहिर है इसने परिवार के रिश्तों में कुछ प्रभाव पैदा किए हैं शायद जब वह घर जाता है तो वह कहता है कि मेरा संबंध परिवार से धीरे धीरे कम होता जा रहा है जब एन जी ओ ने परामर्श देना शुरू किया कि आप किस प्रकार का घर चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम ईंट और कंक्रीट का घर चाहते हैं क्योंकि अधिकांश प्रभाव पास के शहरी क्षेत्रों से होता है यह वही है जिसे एन जी ओ ने दिया है लेकिन वे महसूस कर रहे हैं कि एक समुदाय के लिए पुराना घर बेहतर है क्योंकि आप जानते हैं यह ज्यादा आरामदायक है और यहां बहुत गर्मी है अब रसोई के उन्मुखीकरण के कारण उन्हें भोजन को रसोई से बाहर लेकर जाकर खाना होगा लेकिन उनकी संस्कृति यह कहती है कि आप को भोजन खाते हुए किसी को नहीं देखना चाहिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों के पास पहले घर था और जो सुनामी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया और अब ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और अगले दस वर्षों के लिए उन्हें कोई पट्टा नहीं मिलेगा लेकिन अब दूसरे लोग जिनके पास घर नहीं था वे कुछ पैसा लगाकर एक नया घर बना सकते हैं उन्हें पट्टा मिल आता है तो इसका मतलब है कि यह कार्यकाल में थोड़ा अंतर पैदा करता है भूमि और घर के स्वामित्व में क्योंकि अगर वे इस घर को बेचना चाहते हैं तो ये लोग नहीं बेच सकते हैं पर वह लोग बेच सकते हैं तो इसका मतलब है कि अपनत्व की कुछ भावना पैदा हुई है जो रखरखाव के पहलू के बारे में भी बात करती है इसलिए परिवार के नेटवर्क की गतिशीलता कुछ छोटे परिवारों के परिवार पर निर्भर करती है जहां पति की मृत्यु हो गई और वह एकमात्र सहारा था लेकिन एक नया घर होने के अलावा आजीविका की कोई सुविधा नहीं है इसलिए जहाँ महिला ने परिवार का खर्च चलाने के लिए अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान का विस्तार करना शुरू कर दिया है इसी तरह रसोई को बढ़ाया गया है थारंगंबडी के दूसरे मामले में तीन समूहों में से एक डेनिश कॉलोनी मुस्लिम पूर्व औपनिवेशिक घराने और मछुआरा समाज है यह वर्ग और मूल रूप से यह रेणुका देवी मंदिर है यह डांसबर्ग किले और शहर केंद्र की वजह से यहां पर्यटन सर्किट है यह राजमार्ग है और यहां एक मसिलमणि नादर मंदिर है जो सूनामी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया और अगर हम सुनामी के बाद के नेटवर्क को देखें तो कई कुरीकोस वास्तुकार और साथ ही साथ एस आई एफ एफ एस एजेंसी ने इस मछुआरों के पुनर्वास पर काम किया है उन्होंने इस भूमि की पहचान की और उनके सहभागी दृष्टिकोण के आधार पर आवास पर काम करने की कोशिश की इसलिए उन्होंने एक पड़ोसी को एक ही समुदाय में रखने का प्रयास किया और मैंने विभिन्न प्रकार के सड़कों का दस्तावेजीकरण किया है निपटान के भीतर विभिन्न प्रकार के कनेक्टिविटी पैटर्न और भवन का विवरण किया साथ ही मानसिक मानचित्रों को भी लिया आप जानते हैं मैंने कोवलम के मानसिक नक्शे लिए हैं कि लोग कैसे कल्पना करते हैं और स्थानों को समझते हैं लेकिन तारंगमबाड़ी में यह संभव नहीं था क्योंकि जब मैंने उनके मानसिक मानचित्रों को खींचने के लिए कुछ कागजात दिए तो वे थोड़ा संकोच कर रहे थे और उनके हाथ कांपने लगे फिर मैंने एस आई एफ एफ SIFF द्वारा बनाए गए मानचित्रों को ले लिया एक मानचित्र है जो सुनामी से पहले का है और दूसरा सुनामी के बाद का है यह नव पुनर्वास गृह है यहां रेणुका देवी मंदिर है तो ओह यह मंदिर है तो यह मेरा घर है फिर मैंने उनसे पूछा कि सब कहाँ जाते हैं फिर वह कहता है कि मेरा घर इस तरह है मैं अपने बच्चों को इस औपनिवेशिक क्षेत्र के ईसाई स्कूल में ले जाता हूं और फिर मैं बर्फ के कारखाने में जाता हूं फिर बाजार मछली बेचने जाता हूं फिर मैं बंदरगाह जाता हूं इसे एक राजकुमारी सड़क कहा जाता है लेकिन स्थानांतरित संदर्भ में यह मेरा घर है और फिर मैंने कहा कि मैं एक स्कूल का लैंडमार्क देता हूं मैंने कहा ओह यह स्कूल है तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे स्कूल की यात्रा करते हैं यहीं से बंदरगाह की यात्रा होती है साक्षात्कार में पूर्व औपनिवेशिक पक्ष से बहुत से लोग कहने लगे कि वे यहां खुश नहीं हैं क्योंकि उनके कोई भी दोस्त नहीं है यह बहुत उबाऊ है इसलिए उन्होंने अपने घरों को बेचना शुरू कर दिया और वे कुछ आस पास के क्षेत्रों में वापस जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों ने ऐसा क्यों किया क्योंकि लोग उसी गांव में रहते हैं तो वे आपस में बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस मानचित्र ने मुझे दिखाया है कि वे पहले की तरह क्यों नहीं हैं क्योंकि यह एकमात्र सड़क थी जो तीनों समुदायों को जोड़ रही थी लेकिन अब वे शहर की परिधि पर चल रहे हैं और केवल स्कूल के लिए जिसका अर्थ है कि वे इससे नहीं चल रहे हैं जिसका मतलब है कि पैदल चलने वालों की आवाजाही की वजह से वास्तव में संचार में अंतर पैदा कर दिया है और यह सामाजिक नेटवर्क को कमजोर करने लगा है और लाइटहाउस कूपन जो मेरे अध्ययन के दौरान प्रक्रिया में था यह दलित 11 द्वीप 11 गाँव पुलिकट झील के पास एक द्वीप में बसे हुए थे इसलिए मैं हर दिन यहाँ नाव से यात्रा करता था और फिर कुछ समय एक समूह के साथ बिताता था किरणकेन्द्र समूह भले ही उन्हें एक स्थानांतरण विकल्प के रूप में पेश किया गया था लेकिन उन्होंने इसके लिए विकल्प नहीं चुना वे बस रुके थे वे वहां रहना चाहते थे और वे ईंट और कंक्रीट के घरों में चले गए हैं इसलिए इसपर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी लेकिन फिर दो निष्कर्षों पर हम दो तीन वर्षों में जबर्दस्त प्रतिक्रियाएं देख सकते थे लोगों ने विस्तार और फिर अतिक्रमण शुरू कर दिया सौभाग्य से इन दो लोगों को एक लॉटरी पद्धति मिली दो भाइयों को सटे हुए घर मिल गए उन्होंने अपनेपन की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही छत का विस्तार किया लोगों ने पीछे की तरफ रसोई का विस्तार करना शुरू कर दिया और उनके पास सार्वजनिक स्थान नहीं हैं जिससे वे पड़ोस की भूमि का अतिक्रमण करने लगे और उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए कुछ बच्चों की गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर दिया सूनामी में अपने पति को खोने वाली महिला उन्होंने घर के सामने एक छोटी सी दुकान का विस्तार करना शुरू कर दिया यह एक महत्वपूर्ण बात है शौचालय प्रदान किए गए थे जो नए घरों में प्रदान किए गए वे पूजा क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित हो गए जो पूजा कक्ष हैं वास्तु के अनुसार उनका मानना है कि यह यहाँ होना चाहिए और वे परिवर्तित हो गए और शौचालय को बाहर कर देते हैं भवन डिजाइन स्तर को भी अच्छी तरह से नहीं सोचा गया है कि समुदाय को क्या चाहिए इसलिए मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा जो वास्तव में क्षेत्र के कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करेगा तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि लोगों ने इस तरह के आपदा के अनुभव का कैसे जवाब दिया है Video End Time 2251 वीडियो देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार का एक छोटा सा पहलू भी जैसे भाईचारे रिश्तेदारी और धर्म कैसे ये चीजें मायने रखती हैं और कैसे लोग बदलाव के प्रति सजग होने लगे हैं मैंने आठ साल बाद फिर से उसी साइट का दौरा किया मैंने अपना शोध समाप्त कर लिया फिर भी मैं इन जगहों पर गया शुरुआत में उन्हें ये घर दिए गए थे लेकिन अब इस मुख्य कोवलम में उन्हीं घरों को नए आवास समूहों में संशोधित किया गया है पहले पास में चर्च या धार्मिक भवन नहीं थे इसलिए उन्होंने एक सार्वजनिक स्थान और एक ही पैटर्न और एक ही रंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक चर्च की घंटी टॉवर का निर्माण शुरू किया तो यहाँ स्थापत्य शैली भी परिलक्षित हुई वे फिर से दक्षिण भारतीय के पारंपरिक तत्वों को जैसे टाइल की छत और एक छोटे पोर्टिको को वापस लाए चमकीले रंग और बुजुर्ग लोगों के लिए जो भी बचे हुए स्थान या रिक्त स्थान हैं उनके बीच में जाल से ढक कर और उन्होंने छोटे छोटे अलौकिक सामग्रियों के साथ रेत डाल दिया जिससे उनके पास छोटे प्रार्थना घर बन जाए तो इस तरह से लोगों ने बदलाव के प्रति आदत डालना शुरू कर दिया इसलिए अगर किसी को इस बदलाव की प्रक्रिया को समझना है तो सिर्फ एक या दो साल के काम से नहीं समझ सकते हैं मेरा मतलब हैमैं यहां कम से कम आठ साल बाद जब मैंने दौरा किया तो मैं एक जबरदस्त बदलाव देख सकता था तो यहाँ हम इस बात पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मूल निवास की अवधारणा क्यों विफल हो गई है पहली बात एकरूप और मानकीकृत रूप हैं जो कई मामलों में स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि यह परिवार के नेटवर्क परिवार के आकार पारिवारिक संरचनाओं व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों पर भी निर्भर करता है आपदा से पहले और आपदा के बाद एक पति सूनामी के दौरान मारा गया है और फिर पत्नी और बच्चे बेघर हो गए तो क्या करें यहां परिवार के गतिशील पहलू दोस्ती और इसके नेटवर्क को देखा जाता है ज़रा सोचिए उस वीडियो में महिला कल्पना करती है कि अगर उसके ससुराल वालों को उसके घर के बगल में एक घर दिया जाता तो उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए बहुत आसान होता जब वह दुकान चली जाती तो इस तरह से ये एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर के प्रबंधन के मुद्दे हैं जिस पर एक नजर डालनी होगी मुख्य आवास पहलुओं के डिजाइन धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते थे आप पूजा कक्षों धार्मिक इमारतों का उदाहरण देख सकते हैं कि उन्होंने इसे कैसे संशोधित किया है जिसमें अभिविन्यास का स्थान भी शामिल है और इसका निवासियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है जब हम स्थान के बारे में बात करते हैं तो यह निपटान के लिए स्थूल स्तर के लेआउट और ब्लॉक और भूखंड के भीतर एक आवास के उन्मुखीकरण के स्थान इन दोनों के बीच की बात करता है आधुनिक सामग्रियों के उपयोग से उनके आराम और लंबे समय तक रखरखाव पर भी प्रभाव पड़ा यहां शहरी डिज़ाइन की समस्याएं जैसे आगे और पीछे की बात की गई है कि किस तरह यहां डिजाइनरों द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं सोचा गया है और इसमें गोपनीयता की भावना नहीं है इसके अलावा कुछ सामान्य विकास मुद्दे हैं पूर्व और आपदा के बाद के दृष्टिकोण अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं संस्कृति पर आधारित होते हैं चर्च में अलग तरीके से काम करते हैं सरकारी आधार में अलग तरह से काम करते हैं ए एन जी ओ के आधार में यह अलग तरह से काम करता है इसलिए इन सभी विकास समूहों के सांस्कृतिक पहलू को संबोधित करने में हमेशा कठिनाई होती है आपके लिए एक आम कार्यप्रणाली स्थापित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि विकास एक संस्कृति विशिष्ट है भवन डिजाइन और नियोजन दिशानिर्देश पारंपरिक बस्तियों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं इसके अलावा पड़ोस की अवधारणा को अच्छी तरह से संबोधित नहीं किया गया है कल्पना करें कि 30 साल से हम कुछ पड़ोसियों की कंपनी में रहते थे और अचानक से आपको कहीं आवंटित किया जाता है तो किसी को यह समझना होगा कि सहभागिता स्थानीय दृष्टिकोणों को बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहित करती है और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने में असमर्थ है क्योंकि यह विकास के लिए एक धारणा है विदेशी एजेंसियों जो यहां आती हैं मैं सोचती हैं कि यहां के लोगों को कुछ भी नहीं पता है लेकिन वास्तविकता में उन्हें बहुत कुछ पता है आपको बस उन संसाधनों की बात करने की आवश्यकता है यह वह जगह है जहां जरूरतों को संप्रेषित करने में बाधाएं आती है भूमि उपयोग स्वामित्व और कार्यकाल में उन परिवर्तनों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता है तो यह एक प्रकार का संक्षिप्त आरेख है जिसमें कहा गया है कि प्रभाव क्या हैं और इन प्रभावों के कारण क्या हैं और वे इन निर्मित वातावरण को कैसे आकार देते हैं इसलिए इस शोध में पुनर्निर्माण प्रक्रिया पर दो तरीकों से चर्चा की गई है एक तो सकारात्मक रूप से जहाँ भौतिक दूरियाँ बढ़ी थीं अब कुछ गतिविधियाँ संभव नहीं हैं जिससे परिवार और समुदाय पीड़ित हैं जबकि विकास एजेंसियां ज्यादातर साधन और भेद्यता की चर्चा में अस्थायी स्तर पर काम करती हैं यह प्रत्यक्ष भौतिक संबंधों से शासन एजेंसियों के साथ आगे बढ़ता है लेकिन दूसरा दृष्टिकोण सांस्कृतिक नृविज्ञान से चर्चा करता है यह अभ्यस्त अवधारणाओं के बारे में बात करता है जहां आदत और निवास स्थान के बीच संबंध निर्धारक नहीं है और इस पूरी प्रक्रिया को विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं के तहत अनिवार्य रूप से बदल दिया गया है इसलिए कई मामलों में हम देख सकते हैं कि खतरा है और इस तरह के प्रलयकारी बदलावों ने भेद्यता को बढ़ा दिया है जब हम कुछ मामलों में लंबे समय तक अनुकूलन क्षमता देखते हैं तो हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है इसलिए यह संपूर्ण अवलोकन एक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से संरचनावाद के बाद बढ़ता है एक भौतिक स्थानिक क्षेत्र के लिए संचालित होने वाले सामाजिक निर्माण को देखता है और यहाँ उत्तरदायी वातावरण का सिद्धांत विशेष रूप से बेंटले का काम मदद करता है यह वास्तव में स्थानिक तत्वों को छेड़ने का काम करता है और एक यह है कि लेआउट को साधन और कार्यात्मक दोनों रूप से देखा जाता है चाहे वह आय और आजीविका के मुद्दों का समर्थन करता हो या नहीं और इसका सामाजिक स्थानिक निर्माण के रूप में भी व्याख्यान किया जा सकता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनों का समर्थन करता है यह पारिवारिक धर्म राजनीतिक सामाजिक और पड़ोस की बातचीत हो सकती है तो यह वह जगह है जहां हम सिद्धांत को भी वापस लाते हैं इन अध्ययनों के माध्यम से जो प्रस्ताव सामने आए उनमें से कुछ को हम इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं जैसे हम मूल जड़ स्तर के शासन को कैसे सशक्त बना सकते हैं यह वह जगह है जहां भागीदारी स्तर दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण उपयुक्त प्रशिक्षण और जागरूकता स्थानीय शासी निकाय हैं कैसे हम निचले स्तर के दृष्टिकोणों को प्रशिक्षित कर सकते हैं इसे भी फिल्म और मीडिया संचार विधियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को यह दिखाने की आवश्यकता है कि उन्होंने लोगों को क्या दस्तावेज दिया है यह वह जगह है जहां फिल्म एक दृष्टिकोण है जिसके बारे में कोई सोच सकता है क्योंकि जब मैंने अपना शोध शुरू किया तो मैंने मानचित्र में मौजूद दस्तावेजीकरण नहीं पाया कि मौजूदा बस्तियां विकास के मुद्दे और स्थानिक परिवर्तन कैसे हुआ है इसलिए अब जी आई एस और कई अन्य नए उपकरण जैसी तकनीकें बाजार में आ गई हैं किसी एक को आसानी से अपनाकर समुदाय को सूचित करना होगा इसलिए आपको विज्ञान और समाज को एक साथ लाना होगा माध्यमिक स्कूलों और अन्य स्कूलों के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन पाठों को शामिल करना होगा जो निर्मित वातावरण से निपटते हैं इसलिए यह केवल आपदा के समय ही नहीं बल्कि इस पर गौर करना होगा कि इसे लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं और कैसे इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है स्थानीय और क्षेत्रीय चिंताओं के साथ निर्माण और नियोजन नियमों का विकास किया गया मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरे काम का विचार मिल जाएगा बेशक यह बहुत पुराना काम था लेकिन बाद में हम मेरे आगे के काम के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये आपके संदर्भ के लिए कुछ संदर्भ हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद